इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान - 08 आधार लॉ जारी स्लाइड टाइम देखें 0028 तो इस सर्किट के लिए यदि सर्किट में देखें तो हमें वास्तव में i और i और तो आप का v0 का पता लगाना होगा तो यह मुझे पता लगाना है और v0 और यह तो आप का i है यह तो आप का i है यहाँ है यह तो आप का तो आप का है और और यह वोल्टेज v0 वास्तव में यहाँ है यह यहाँ चिह्नित है यह तो आप का v0 है यह आर 2 Ω अवरोधक के पार है और यह सर्किट दिया जाता है यह श्रृंखला पावर सर्किट है और यह एक करंट सोर्स है यह एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और यह करंट 05 v0 है तो इस करंट समझ को समझने के लिए यह एक करंट सोर्स है वास्तव में आईसी कहें तो अगर आप आईसी 05 आर v0 लिख सकते हैं तो बस इसे 05 v0 दिखाया गया है और यह पता लगाना है कि i क्या है और v0 क्या है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हैं और इस सर्किट को हल करना है अब हम इसे कैसे करेंगे वहाँ यह एक 12 do रेजिस्टेंस है और यह तो आप का है यह 12 is ओम रेजिस्टेंस है वे 2 is हैं यहां यह 10 ओम है और यहां यह 6 ओम है और वोल्टेज वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट है और करंट सोर्स एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है करंट वहाँ एक 05 v0 है और यह वोल्टेज वास्तव में v0 है जो कि 2 ओम अवरोधक है और 2 लूप हैं यह लूप 1 क्लॉकवाइज दिशा है जिसे हमने लिया है और यह एक और लूप 2 है तो इस मामले में जो करना है वह यह है कि बस पकड़ना है इस एक को हल करना है तो पहले हम नोड पर KCL लागू करते हैं मान लीजिए कि यदि KCL यहां लागू होता है तो नोड 1 पर यह तो आप का नोड 1 है तो यहाँ आने वाला करंट i है यह करंट i है और नोड 1 पर 2 2 हैं आउटगोइंग करंट है एक i1 है दूसरा i2 है यह तो आप का नोड है १ स्लाइड टाइम देखें 0223 तो आई i1 i2 तो नोड 1 पर KCL के बाद यदि आई लागू करता हूं कि i i1 i2 यह इक्वेशन 1 है अब इसी तरह सर्किट पर जाएं तो आप का तो आप का नोड 2 तो और यहाँ सिर्फ तो आप का के लिए तो आप का के लिए है समझ तो यह आर है यह हमने कहा है कि यह करंट है हमने कहा कि मुझे पता है आई आर कॉल को क्या कहता हूं तो यह एक डिपेंडेंट सोर्स है जो आई वास्तव में करंट 05 v0 05 v0 है तो यहाँ अगर नोड 2 पर केसीएल लागू करें तो मूल रूप से 2 2 धाराएं आने वाली धारा हैं वह है r1 i1 i1 यह ic आउटगोइंग करंट i3 इसका मतलब है आर इसका मतलब है कि यह तो आप का i1 है और यह ic वास्तव में 05 v0 तो आप का i3 है तो यदि लागू आर केसीएल नोड 2 पर हैं तो आई इसे बस इस बात को बनाने देता हूं तो अगर यहां देखें तो वही बात हम लिख रहे हैं कि i3 i1 05 v0 तो यह इक्वेशन 2 है अब हम केवीएल को लूप 1 में लागू करते हैं तो यह तो आप का है यह तो आप का लूप 1 है घड़ी की दिशा में आर क्या चल रहा है तो पहले इस 100 वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साइन का सामना कर रहे हैं तो यह होगा 100 तब तो आप का यह करंट यह 12 that रेजिस्टेंस है कि इस 12 ओम अवरोधक के माध्यम से एक धारा तो आप का प्रवाहित हो रहा है I 12 i और यहाँ यह भी आर इस शाखा को क्या कहते हैं उस टाइम i2 इस में प्रवेश कर रहा है तो मूल रूप से हम eitheR2 i2 या v0 लिख सकते हैं तो इस मामले में तो हमने यह क्या किया है कि आर 1 लूप 1 लूप 1 में 100 12 बाय आर v0 0 वास्तव में v0 यदि परिपथ में देखें v0 जो कि ओम के नियम 2 i2 करंट से धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो v0 2 i2 तो यह तो आप का है जिसे लूप 1 में कॉल किया गया है जो लूप 1 में केवीएल है यह लूप 1 है रिफर स्लाइड टाइम 0442 अब ओम के नियम द्वारा भी v v 2 i2 अब लूप 2 में KVL लागू करते हैं तो यहाँ जब हम लूप 2 में KVL को लागू कर रहे हैं तो यह घड़ी की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो यह पहली मुठभेड़ है इस तो आप का का चिह्न इस v0 कि उस v0 को चिह्नित किया गया है तो और वोल्टेज 2Ω रेजिस्टेंस v0 है तो यह पहली बार साइन इन कर रहा है यह होगा v0 कि यह इससे होगा 10 i1 होगा तब आर यह 6 i i3 होगा क्योंकि इस शाखा के माध्यम से करंट i3 0 है तो अगर यह आया है कि यह है v0 10 i1 6 i3 0 तो यह इक्वेशन 5 है अब इक्वेशन 4 से जो कि इस इक्वेशन से तो आप का v0 2 i2 है इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में इसका विकल्प है इसका मतलब है कि यहाँ इक्वेशन 3 v0 स्थानापन्न तो आप का है जो यहाँ कॉल विकल्प v0 2 i2 है इसी तरह यहाँ इक्वेशन 5 में भी v0 2 i2 स्थानापन्न होगा स्लाइड टाइम देखें 0556 Refer Slide Time 0647 यदि ऐसा होता है तो 12 i 2 i2 100 मिलेगा यह तो आप का इक्वेशन 6 है और दूसरा एक मिलेगा 2 i2 10 i1 6 i3 0 यह इक्वेशन है 7 अब हम जानते हैं कि उप v0 2 i2 तो इक्वेशन 2 में v0 2 i2 स्थानापन्न यह है इस तो आप का इक्वेशन 2 है यह तो आप का इक्वेशन 2 है तो ये इक्वेशन स्थानापन्न v0 2 i2 यह इक्वेशन स्थानापन्न है यदि ऐसा करते हैं तो तो आप का i3 i1 05 v0 और v0 2 i2 मिलेगा स्लाइड टाइम देखें 0647 तो यह आखिरकार i3 i1 i2 बन जाता है यह इक्वेशन 8 है अब इक्वेशन 1 और 8 से सिर्फ i3 i मिलेगा क्योंकि i1 i2 वास्तव में हमने सिर्फ चेक इक्वेशन 1 से पहले देखा है तो i1 i2 i तो i3 i यह भी है कि मैंने इक्वेशन 9 के रूप में चिह्नित किया है स्लाइड टाइम देखें 0659 तो इक्वेशन 7 1 और 9 से हम मिलते हैं इस सब बात का विकल्प क्या है यह बहुत ही सरल बात है आई इसे नहीं दोहरा रहा हूँ इक्वेशन 7 1 और 9 में से सिर्फ इन सभी चीजों का विकल्प मिलेगा सब मिल जाएगा 2 i2 10 I i2 6 i 0 या सरलीकरण सरलीकरण मिलेगा कि 2 i2 वास्तव में 83 i 16 i 12 i2 तो 2 i2 83 i तो वास्तव में v0 2 i2 यही कारण है कि मैंने i2 4 को 3 से नहीं लिखा है आई सिर्फ 2 i2 i3 i यह इक्वेशन है 10 अब हम 6 और 10 के इक्वेशन को हल करते हैं तो अगर हम सिर्फ 2 i2 8 3 8 by 3 i तो बस इक्वेशन 6 और इक्वेशन 10 को हल करें बस कृपया इसे करें यह सरल बात है सिर्फ 2 लीनियर समीकरणों को हल करने पर i 75 को 11 एम्पीयर मिलेगा और i2 को 10 माफ 10011 एम्पीयर मिलेगा स्लाइड टाइम देखें 0750 और v0 2 i2 को जानते हैं 2 वास्तव में और 2 i2 तो 2 तो आप का क्या कॉल और i2 को 100 से 11 मिला है तो यह 11 2 है 11 11 वोल्ट लगभग 1818 वोल्ट तो यह तो आप का i आह है इसका मतलब है कि यह तो आप का है यह तो आप का i 75 से 11 एम्पीयर और v0 लगभग 1818 वोल्ट है यह उत्तर है स्लाइड टाइम देखें 0825 इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं तो सभी प्रकार के संख्यात्मक से परिचित होना चाहिए तो दूसरा यह है कि एक और वह है जो आंकड़े में दिखाए गए सर्किट में कर्रेंटस और वोल्टेज आर को निर्धारित करता है यह R22 5 तो यह यहाँ आर के किसी भी डिपेंडेंट सोर्स का कोई सवाल नहीं है 2 स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स हैं एक 5 वोल्ट है एक है 3 वोल्ट और 2 लूप होते हैं जो एक दक्षिणावर्त दिशा में ले जाते हैं और 2 voltage रेजिस्टेंस में वोल्टेज v 1 होता है 4 ओम के पार यह 3 होता है 8 ओम के पार यह v 2 होता है और आर को क्या कॉल करना है यह जानने के लिए कि करंट और वोल्टेज सर्किट में है इसका मतलब है यह पता लगाना है कि तो आप का i1 I इस शाखा के माध्यम से यह धारा i1 है यह यहाँ i2 है और यहाँ यह तो आप का i3 है और यह भी पता लगाना है v 1 v 3 और v 2 सर्किट से आसानी से बाहर जा सकता है v 1 2 i1 v 3 4 i3 और v 2 8 i2 क्योंकि हर जगह करंट प्रवेश कर रहा है रेजिस्टेंस का तो आप का धनात्मक ध्रुवता तो साइन ओम के नियम से है इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं और 2 वोल्टेज सोर्स हैं यह 5 वोल्ट है और यहां 3 वोल्ट भी इस तरह से इसे चिह्नित किया गया है अब केसीएल और केवीएल को लागू करने के लिए क्या है तो पहले नोड पर केसीएल को लागू करें यह है यह मेरा नोड है ए यह है मेरा नोड ए तो आई फिर से यह नहीं चिह्नित कर रहा हूं कि रंग आर स्याही से लेकिन यह सर्किट से आर नोड है तो KCL यहां लागू करें यदि KCL लागू करें नोड पर आने वाला करंट i1 है और आउटगोइंग करंट i2 और i3 हैं तो KCL को नोड पर लागू करते टाइम एक i1 i2 i3 तो i1 i2 i3 यह इक्वेशन 1 है स्लाइड टाइम देखें 1009 अब केवीएल को लूप 1 में लागू करें यदि केवीएल को लूप 1 में लागू करें तो यह होगा 5 यहाँ यह फिर इस मुठभेड़ टर्मिनल की तरह आगे बढ़ रहा है तो 5 यहाँ यह v 1 है और यहाँ भी जब आई घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा पहले तो v 2 इतना 5 v 1 v 2 0 तो इसका मतलब है यह तो आप का लूप 1 में KVL लगाने वाला यह है 5 v 1 v 2 0 यह लूप 1 है अब और में लूप 2 अब यहाँ यह लूप 2 में है अब यदि लूप 2 पर आते हैं यदि लूप 2 पर आते हैं तो चल रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा बढ़ रही है तो पहले आई इसे 1 v 2 ले रहा हूँ v 2 तो v 3 और फिर 3 0 क्योंकि यह मुठभेड़ टर्मिनल तो आप का पोलेरिटी पहले क्योंकि घड़ी की दिशा में घूमना फिर पोलेरिटी पहले फिर फिर पोलेरिटी प्रथम इसका मतलब है v 2 v 3 3 0 यह 2 लूप में है तो यह है v 2 v 3 3 0 यह इक्वेशन 3 है स्लाइड टाइम देखें 1124 अब ओम के लॉ द्वारा ओम का लॉ मैंने शुरुआत में बताया कि v 1 v 1 2 i1 से होगा क्योंकि हर जगह देखेंगे कि पॉजिटिव ध्रुव में धाराएं प्रवेश कर रही हैं तो v 1 2 i1 v 2 8 i2 और v 3 4 i3 तो उन चीजों को जो मैंने एक साथ लिखा है वह v 1 2 i1 v 2 8 i2 और v 3 4 i3 यह सब चीज़ संयोजन इक्वेशन कहती है 4 अब इक्वेशन 2 में v 1 2 i1 v 2 8 i2 को प्रतिस्थापित करें और इक्वेशन 2 में स्थानापन्न होने पर मिलेगा इसका मतलब है कि ये इक्वेशन यदि इक्वेशन 2 में स्थानापन्न करते हैं तो 2 i1 8 i2 5 प्राप्त होगा यह इक्वेशन 5 है तो बस थोड़ा सा सरल करें तो हर कदम लिखेंगे यह पता चलेगा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा तो इसी तरह v 2 8 i2 और v 3 4 i3 को इक्वेशन 3 में स्थानापन्न करें इसका अर्थ है यह इक्वेशन v 2 मान और v 3 मान यह इक्वेशन 3 स्थानापन्न है स्लाइड टाइम देखें 1228 यदि स्थानापन्न तो आप का 8 i2 4 i3 3 0 या अन्य तरीके से मेरे पास 4 i3 8 i2 3 होगा तो यह इक्वेशन तो आप का 6 है तो इक्वेशन 5 और 1 से हल करें जो हम प्राप्त करेंगे तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 वास्तव में इक्वेशन 1 के बराबर है यदि इक्वेशन 5 को देखें इक्वेशन 5 i1 और इक्वेशन 1 i1 तो आप का i2 i3 में तो इस मामले में यहाँ है कि i1 i2 i2 i3 है यह इक्वेशन है हम इस इक्वेशन में वहां प्रतिस्थापित करेंगे स्लाइड टाइम देखें 1306 तो इक्वेशन 5 में हम i1 i2 i3 को प्रतिस्थापित करते हैं तो 2 यह 2 i1 8 i2 5 था लेकिन यहां i1 i2 i3 डाल रहे हैं तो 2 i2 i3 8 i2 5 oR10 i2 सरलीकरण 10 i2 के बाद क्योंकि 2 i2 8 i2 10 i2 2 i3 5 यह इक्वेशन 7 है स्लाइड टाइम देखें 1319 इसी तरह इक्वेशन ६ और and से १० मिलता है कि ६ और bit बस थोड़ा सा स्थानापन्न करें और इसे करें १० २० आई २ आई २ ३ तो यदि इक्वेशन ६ पर जाएं तो यह इक्वेशन ४ आई ३ 2 आई २ 3 तो गणित को सिर्फ एक के बाद एक प्रतिस्थापन के रूप में रखें स्लाइड टाइम देखें 1350 तो यदि इक्वेशन 6 और 7 से यदि हल किया जाता है तो यह 10 20 i2 8 i2 3 i2 14 एम्पियर को हल करेगा और इक्वेशन 7 में i2 14 को प्रतिस्थापित करके i2 14 डाल दिया जाएगा 10 14 2 i3 5 मिलेगा स्लाइड टाइम देखें 1412 I3 125 एम्पीयर को हल करने के बाद और हम इक्वेशन 1 i1 i2 i3 से जानते हैं तो 14 125 कि 15 एम्पीयर तो v 1 2 i1 अर्थात 2 15 3 वोल्ट वी 2 पहले से ही हमने 8 i2 8 14 2 वोल्ट और v 3 4 i3 देखा है तो आर 4 125 तो कि आर 5 वोल्ट है वी 1 वी 2 वी 3 हमें मिला और इसी तरह हमें i1 i2 और i3 मिला तो अब यह जान लें कि इस एक को कैसे हल किया जाए तो ये आर हैं जिन्हें कॉल करते हैं ये अलग अलग तकनीकें हैं जिन्हें बाद में हम इसके समाधान के बारे में जानने के लिए कुछ और अलग अलग तकनीकों का पता लगाएंगे तो सोर्स स्वतंत्र सोर्स पर डिपेंडेंट करते हैं ये चीजें काफी आरामदायक हैं और इसके लिए आसान हो जाएगा अगला है कि तो आप का श्रृंखला रेसिस्टर्स और वोल्टेज विभाजन स्लाइड टाइम देखें 1505 पहले हम श्रृंखला रोकनेवाला रेसिस्टर्स के संयोजन पर विचार करेंगे और फिर हम समानांतर एक देखेंगे तो श्रृंखला रेसिस्टर्स और आर वोल्टेज विभाजन तो मूल रूप से इसे श्रृंखला रोकनेवाला कहा जाता है और इस तरह के सर्किट को हम वोल्टेज विभक्त के रूप में कहते हैं बाद में कैसे आएगा तो सर्किट एनालिसिस में वास्तव में यह वास्तव में हमें रोकनेवाला को संयोजित करने की आवश्यकता है या तो श्रृंखला या समानांतर में अक्सर होता है तो हमें सर्किट को सरल बनाना होगा यही कारण है कि हमें इन सभी सरल विश्लेषणों पर जाना होगा तो इस व्याख्यान में हम उस श्रृंखला को रोकने वाले के कनेक्शन पर चर्चा करेंगे तो अब हम इस सर्किट पर विचार करते हैं इस सर्किट पर विचार करते हैं यह एक सरल सर्किट है स्लाइड टाइम देखें 1545 2 रेसिस्टर रेसिस्टर्स R1 और R2 हैं वे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं उनके पार वोल्टेज यह v 1 और v 2 है और उनकी पोलेरिटी को चिह्नित किया गया है और इस सर्किट के माध्यम से करंट है i और यह टर्मिनल a और b है ये 2 टर्मिनल दिए गए हैं और इस टर्मिनल के पार यह श्रृंखला और एक में जुड़ा हुआ है वोल्टेज सोर्स वहाँ v और पोलेरिटी चिह्नित है और तो यह सिंगल लूप सर्किट है जिसमें 2 रेसिस्टर्स श्रृंखला में हैं और एक वोल्टेज सोर्स है तो इस मामले में भी वही बात लागू करें जो KVL 1 तो पहले तो पहले यदि ओम लॉ लागू करते हैं तो ओम लॉ v 1 i R1 और v 2 i R2 से स्लाइड टाइम देखें 1629 तो इसका मतलब है कि तो आप का v 1 i R1 और v 2 i R2 स्लाइड टाइम देखें 1634 अब केवीएल लागू करें केवीएल आर के लिए जाएं जिसे आर क्लॉकवाइज कहा जाता है यह आर गो क्लॉकवाइज है तो इस मामले में यह मुठभेड़ करेगा पहले टर्मिनल तो यह होगा v फिर दक्षिणावर्त घूमते हुए यह यहां टर्मिनल का सामना करेगा आर 1 के लिए और आर 2 के लिए टर्मिनल यहां तो v v 1 v 2 0 तो मुझे इसे साफ करने दें तो बस पकड़ें स्लाइड टाइम देखें 1708 तो इस मामले में तो आप का तो इस मामले में यह है v v 1 v 2 बराबर है या v v 1 v 2 तो v 1 तो आप का i तो आप का तो आप का यहाँ यह v 1 यहाँ यह iR1 है और यहाँ यह तो आप का iR2 है जो कि इक्वेशन 20 है तो यहाँ स्थानापन्न है तो v तो आप का v मिलेगा यह iR1 iR2 है तो आखिरकार यह v i R1 R2 है जो इक्वेशन 22 कहता है 222 क्योंकि यह चैप्टर 2 है यही कारण है कि 222 लेकिन आई 21 को समझ में आने वाले की तरह बनाऊंगा तो आई v R1 R2 स्लाइड टाइम देखें 1748 तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 222 इसे उस v i R eq के रूप में लिखा जा सकता है जो समकक्ष रेसिस्टर्स है आर eq तो आप का R1 R2 तो यह कहते हुए कि रेसिस्टर्स को एक समान रेसिस्टर्स R eq द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो R eq तो आप का R1 R2 यह इक्वेशन 25 है संदर्भ स्लाइड टाइम 1804 तो आकृति 222 के समतुल्य सर्किट 26 तो आप का तो आप का है इसके लिए यह समतुल्य परिपथ है अब यह एक होगा तो यह आर समतुल्य सर्किट है इसका मतलब है आर वोल्टेज सोर्स वहां होगा जैसा कि यह है और आर eq कुछ भी नहीं है लेकिन आर 1 आर 2 आर 2 है और इस पार वोल्टेज भी वी है क्योंकि हमने देखा है कि वी 1 वी 2 वी क्योंकि यहां आरवी 1 v 2 इक्वेशन 21 v 1 v 2 वास्तव में v वह यह है कि आर सोर्स वोल्टेज है स्लाइड टाइम देखें 1844 तो इसीलिए यहाँ भी लिखा है कि तो आप का v 1 अर्थात v v 1 v 2 जो कि कुल वोल्टेज है तो यह v है और इसके माध्यम से बहने वाली i i है तो यह बराबर सर्किट है स्लाइड टाइम देखें 1857 अब प्रत्येक रेसिस्टर्स के पार वोल्टेज निर्धारित करने के लिए हम इक्वेशन 23 इक्वेशन 20 को प्रतिस्थापित करते हैं और हम प्राप्त करेंगे स्लाइड टाइम देखें 1903 तो v 1 तब R1 R2 द्वारा विभाजित R1 हो जाएगा यह बहुत सरल है बस इसे पकड़ें यह बहुत सरल है कि तो आप का v 1 R1 i और इस से और इस आर से यह सिर्फ पकड़ पर है बस पकड़ मुझे इसे साफ करने दें यहाँ यहाँ से बस पर पकड़ यहाँ से तो आप का i तो आप का v Req इसका मतलब है तो आप का i R eq तो आप का R1 R2 वह तो आप का R eq तो आप का R1 R2 है और यदि उस तो आप का पर जाएं तो उस v 1 तो आप का i R1 को क्या कहते हैं क्योंकि पहले सर्किट से हमने देखा है इसका मतलब है कि इस तो आप का वास्तव में v को R1 R2 तो आप का R1 द्वारा विभाजित किया गया है जो कि तो आप का v 1 है अगर पहले मुझे इसे साफ करने दिया जाए तो आई जाऊंगा तो अगर इस सर्किट में आते हैं तो यह सर्किट v 1 i R1 और i v R1 R2 आता है तो मूल रूप से यह R1 v R1 R2 है तो कि हम यहां क्या कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि v1 R1 द्वारा R1 R2 v इसी तरह v 2 तो आप का i R2 और अभी अभी हमने i v R1 R2 को देखा है तो v 2 R2 v R1 R2 ये 2 इक्वेशन 26 हैं तो यह वास्तव में तो आप का है जिसे कॉल कहा जाता है या हम लिख सकते हैं कि R1 R2 वास्तव में R eq क्योंकि इससे पहले R Req है स्लाइड टाइम देखें 2112 तो यह इक्वेशन v 1 हम R1 R eq v और v 2 R2 R eq v लिख सकते हैं तो इन 2 2 समीकरणों को हम एक पूर्ण इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं तो यह 27 है अब अगर तो आप का N रेसिस्टर्स श्रृंखला में हैं यदि तो आप का N रेसिस्टर्स श्रृंखला में हैं तो R eq R1 R2 Rn होगा स्लाइड टाइम देखें 2128 तो सिग्मा k 1 से N R1 N Rk तो यदि हमारे पास N संख्या तो आप का रेसिस्टर्स की श्रृंखला है स्लाइड टाइम देखें 2144 तो तो इस 226 के सर्किट को वोल्टेज विभक्त कहा जाता है क्योंकि आर 1 के पार हमें वी 1 मिलेगा आर 2 के पार हमें वी 2 मिलेगा और इसी तरह आर एन एन अवरोधक के आर पार वीएन मिलेगा तो v होना चाहिए v 1 v 2 डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट वीएन जो इसे प्राप्त करेगा तो इसीलिए इसे तो आप का वोल्टेज विभक्त कहा जाता है सामान्य तौर पर यदि सोर्स वोल्टेज v के साथ श्रृंखला में एक विभक्त एन में एक एन रेसिस्टर्स होता है तो एनएच रेसिस्टर में इस वोल्टेज का एक ड्रॉप होगा स्लाइड टाइम देखें 2217 फिर से यदि vn है तो मान लीजिए कि तो आप का तो आप का nth रेसिस्टोर Rn है और अगर कोई रोकनेवाला Rn की संख्या है तो यह तो आप का vn होना चाहिए Rn R1 R2 Rn को R अप करने के लिए Rn v पर होना चाहिए क्योंकि यदि वास्तव में i के लिए n सिर्फ एक मिनट n है तो आई इसे बनाऊंगा मान लीजिए कि इस तरह एक सर्किट है मान लीजिए कि आई इसे यहां के लिए बनाऊंगा मान लीजिए कि यह आर वोल्टेज सोर्स है मान लीजिए यह तो आप का v है मान लीजिए कि हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस R2 है और मान लीजिए कि R Rn रेजिस्टेंस है यह तो आप का R1 है यह तो आप का R2 है और यह कहना है कि तो आप का rn है और सर्किट करीब है और मान लीजिए कि यह प्रवाह i है तो तो आप का R e eq जो कि तो आप का i है यहाँ पर आई कहता हूँ कि यह v तो आप का R1 होना चाहिए यहाँ जो भी इक्वेशन है आई R2 Rn तक लिखूँगा Rn तक तो यह आई है तो आर के पार इस तो आप का R के पार कौन सी कॉल वोल्टेज है यह Rnth तो आप का nth तो आप का एलिमेंट है या nth रेसिस्टोर मान लीजिए यह तो आप का Rn है तो यह वास्तव में यहाँ है यह एक एन रोकनेवाला और Nth रोकनेवाला है तो यहाँ i2an क्या है जिसने Nth पूँजी ले ली है तो बेहतर है कि इसे राजधानी बनाएं जो बेहतर होगा इसे आरएन पूंजी बनाएं तो यह Rn पूंजी है मान लीजिए कि यह तो आप का टर्मिनल है टर्मिनल तो आर और वोल्टेज इस वोल्टेज के पार इस उम्मीद के मुताबिक इसे vn कहना समझ में आता है तो vn तो आप का i तो आप का Rn और आर आर एन और आई आर आई लेखन यहां आई आर इस एक बस हमें पता चला कि वी आर 1 आर 2 आर अप करने के लिए यह एक आर राजधानी Rn कि जो भी खेद v खेद Rn इस बात से तो यह v यह बात है तो ये इक्वेशन आगे उस तो आप का उस vn को क्या कहते हैं यह Rn Rn है I यहाँ Rn लिख रहा है तो आई Rn R1 R2 को Rn v तक बना रहा हूं तो यह एक है तो उम्मीद है कि मेरा मतलब है कि यहां थोड़ा सा अनाड़ी हो रहा है लेकिन उम्मीद है कि यह समझ में आता है मुझे इसे साफ करना चाहिए तो यह श्रृंखला श्रृंखला रोकनेवाला के लिए है स्लाइड टाइम देखें 2508 अब हम समानांतर रोकनेवाला के पास आते हैं और करंट विभाजन जो श्रृंखला रोकनेवाला और वोल्टेज विभाजन था और समानांतर रोकनेवाला के लिए यह समानांतर रेसिस्टर्स और करंट विभाजन होगा स्लाइड टाइम देखें 2515 अब फिगर R28 के इस सर्किट पर विचार करें जहां 2 रेजिस्टेंस समानांतर में जुड़े हुए हैं और तो उनके पास समान वोल्टेज है तो यह एक साधारण सर्किट है क्योंकि यह कच्ची हवा है तो ये दोनों संयुक्त हैं क्योंकि यह एक सिंगल नोड होगा क्योंकि इन 2 बिंदुओं के बीच कुछ भी नहीं है इसी तरह यहाँ भी इन 2 बिंदुओं के बीच में कुछ नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है तो अगर आई आगे के लिए सरलीकृत करता हूं तो अगर आई इसे इस सर्किट की तरह बनाता हूं क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है यह एक वायर है यह एक वायर है और यह एक वायर है तो अगर इस तरह से बनाते हैं तो यह सर्किट इस तरह होगा यह है कि यह एक सिंगल नोड होगा यह इस तरह होगा यह एक आर 1 है यह भी है कि यह इस तरह से जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है और यह आर वोल्टेज सोर्स v है सर्किट इस तरह दिखेगा यह तो आप का नोड 1 है और यह तो आप का नोड 2 है और इसके माध्यम से बहने वाली धारा i1 है इसका मतलब है कि इसके माध्यम से करंट तो आप का i1 है और इसके माध्यम से करंट तो आप का i2 है और यह वह धारा है जो कि तो आप का i है जो कि यह सर्किट इस एक के बराबर है क्योंकि यह एक ऑल है या यह वास्तव में सामान्य बिंदु है इसका मतलब है तो आप का i मूल रूप से i1 i2 यदि इस नोड पर केसीएल लिखें और इसका मतलब है कि यह बिंदु यह एक साथ नोड 1 है क्योंकि यह एक वायर है तो इस नोड पर यदि ऐसा है तो नोड 1 और 2 के आउटगोइंग करंट i1 i2 पर यह इनकमिंग करंट इसका मतलब है कि तो आप का i तो आप का i1 i2 तो चीजें समझ में आने वाली सरल चीज़ हैं तो आई इसे साफ कर दूं तो अब ओम के लॉ के लिए वही मिलेगा जो v तो आप का को तो आप का i i तो आप का कहता है यह एक समानांतर सर्किट है तो इस पार वोल्टेज अभी अभी मैंने इसे दिखाया उस वोल्टेज को आर पर क्योंकि उसी वोल्टेज को इस पार से प्रभावित किया जाएगा बस अब आई बराबर सर्किट खींचता हूं तो v होगा i1 R1 इसी तरह i2 R2 क्योंकि कोई रोकनेवाला नहीं है नहीं अन्य आर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स यहां और यहां है तो यह वोल्टेज v इस 2 नोड के पार प्रभावित होगा तो यह एक समानांतर सर्किट है तो v i1 R1 v भी होगा तो आप का i2 R2 अंडरस्टैंडेबल मेरा मतलब है कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए ठीक है मुझे इसे एक बार फिर से बनाने के लिए मान लीजिए कि यह एक ही बात है आई रेखांकन कर रहा हूं स्लाइड टाइम देखें 2750 मान लीजिए कि यह तो आप का एक और रेजिस्टेंस है और यह एक है यह तो आप का नोड 1 है बस अब हम इसे खींचते हैं नोड 2 है और यह वोल्टेज सोर्स है आई इसे यहां बनाऊंगा यह वोल्टेज सोर्स है और यहां जुड़ा हुआ है यह आर 1 है यह आर 2 के माध्यम से आर 2 चालू है आर 1 के माध्यम से आई 2 चालू है आर 1 के माध्यम से यहां i1 है और यह आर i है और यह वोल्टेज v है तो एक और 2 के पार वोल्टेज वास्तव में v है तो v होगा i1 R1 और इसी तरह v तो आप का होगा आर २ आर पार यह होगा आर २ आई २ तो मुझे इसे साफ करने दें स्लाइड टाइम देखें 2836 तो इसका मतलब है कि ओम के लॉ से तो v i1 R1 i2 R2 हम लिख सकते हैं अब आई तो इस इक्वेशन से हम i1 v R1 लिख सकते हैं और यहां हम i2 v v भी लिख सकते हैं R2 तो और नोड 1 पर केसीएल लागू करें मैंने बताया है कि यदि हम नोड 1 i i1 i2 पर आवेदन करते हैं तो यह r1 क्या i1 i2 कॉल किया जाएगा अब i1 v R1 i2 v R2 स्लाइड टाइम देखें 2907 तो यहाँ i1 i2 को प्रतिस्थापित करें आई v R1 v R2 v 1 R1 1 R2 जहाँ I हम v R eq लिख सकते हैं इसका मतलब है हमने यह किया है कि यह एक यह है तो हम v R eq लिख रहे हैं इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं वह वास्तव में 1 आर eq 1 R1 1 R2 लिख रहा है तो क्योंकि i को v R eq बनाना है जो कि एक करंट i है तो 1 आर eq वास्तव में 1 R1 1 R2 कि जो हम वास्तव में लिख रहे हैं वह क्या है तो इसका मतलब है कि यह बराबर है यह समकक्ष रेजिस्टेंस है स्लाइड टाइम देखें 2950 तो 1 आर eq हमारे पास 1 R1 1 R2 तो आर eq वास्तव में बराबर रेजिस्टेंस है तो अन्यथा आर eq R1 R2 R1 R2 तब 2 रेजिस्टेंस के उत्पाद को 2 रेजिस्टेंस के योग से विभाजित किया जाता है तो आर eq R1 R2 R1 R2 यह खुदरा मूल्य है स्लाइड टाइम देखें 3014 तो सामान्य तौर पर अगर तो आप का N रेसिस्टर्स समानांतर में हैं तो 1 R eq 1 R1 1 R2 1 1 Rn तक तो उस के पारस्परिक का योग लें और फिर उस आर को ले जाएं जो उस आर के व्युत्क्रम में आगे आर तो 1 आर eq 1 R1 1 R2 अप 1 आरएन तो कि आर eq समकक्ष रेजिस्टेंस है स्लाइड टाइम देखें 3039 तो फिगर 229 समकक्ष सर्किट दिखाता है यह आर आर ईक्यू है आर eq का अर्थ है यह बराबर सर्किट है यह मूल रूप से सिर्फ पकड़ है मूल रूप से यह R R eq R1 R2 है R द्वारा हमने जो भी लिखा है R1 R2 तो और यह उनका नोड 1 है यह नोड 2 है तो आर eq वोल्टेज के पार आर v है उसी वोल्टेज वी प्रभावित होगा तो v वास्तव में आई R eq तो यदि v v i R eq लिखता है तो चीजें समझ में आती हैं तो बस पकड़ो स्लाइड टाइम देखें 3126 तो यही मैंने v i Req को बताया अब R eq पता है कि I R eq R1 R2 R1 R2 है हम आर eq स्थानापन्न यहाँ है कि इक्वेशन 38 है स्लाइड टाइम देखें 3136 अब स्थानापन्न इक्वेशन 48 इक्वेशन तो आप का 31 जो मिलेगा तो i1 तो आप का मिलेगा जिसे R2 तो आप का R1 R2 i कहते हैं क्योंकि यह जान लें कि इक्वेशन 31 पर जाएं इक्वेशन 31 पर जाएं तो यह इक्वेशन इस प्रकार है अर्थात् i1 v R1 और i2 v R2 तो जब वहाँ आ रहे हैं कि i1 तो आप का v यहाँ i1 v तो आप का जिसे v R1 कहते हैं तो और आर इसका मतलब है कि v R1 अगर इसे लेते हैं तो मुझे i R2 R1 R2 मिलेगा इसका मतलब है कि यदि तो आप का इस इक्वेशन से केवल पकड़ पर केवल v i R1 R2 R1 R2 मिलेगा तो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि v तो आप का R1 है यह कुछ भी नहीं है बल्कि तो आप का i1 है इस इक्वेशन से अगर यह लिखें तो यह मूल रूप से R2 R1 R2 i है समान बात यहाँ आ रही है i1 R2 R1 R2 आई इस इक्वेशन से केवल इस इक्वेशन को R1 से विभाजित करता हूँ तो v R1 R2 R1 R2 i इसी तरह i2 के लिए i2 तो आप का v v R2 i2 v R2 के लिए तो यह इक्वेशन आर 2 से विभाजित है तो मूल रूप से आर i2 v R2 तो इस इक्वेशन को R2 से विभाजित करें R1 R1 R2 प्राप्त करेंगे जिसका अर्थ है R1 R1 R2 i तो सीधे कि i1 और i2 मिल रहे हैं स्लाइड टाइम देखें 3334 तो करंट विभाजन अगर अभी उस पर ध्यान दें तो मुझे इसे साफ करने दें तो बस अगर यह देखें कि इक्वेशन 39 कि i1 R2 R1 R2 i i2 R1 R1 है जो इंगित करता है कि कुल करंट i को रेसिस्टर्स द्वारा व्युत्क्रम अनुपात में साझा किया जाता है और तो आकृति 28 में दिखाए गए सर्किट को करंट विभक्त कहा जाता है तो यदि इक्वेशन सॉरी सर्किट फिगर 28 पर जाएं तो इस सर्किट को वास्तव में करंट विभक्त कहा जाता है तो तो यह इंगित करता है कि 31 इक्वेशन करने के लिए इंगित करें कि छोटे रेजिस्टेंस के माध्यम से बड़ा करंट प्रवाह एक समझ में आता है स्लाइड टाइम देखें 3415 तो जैसा कि चरम मामले कहते हैं कि आर 2 शॉर्ट सर्किट जैसा कि फिगर 30 में दिखाया गया है I करंट बाईपास आर 1 अगर यह शॉर्ट सर्किट है तो आर 2 आर मूल रूप से 0 इसका मतलब है समतुल्य रेजिस्टेंस कहते हैं कि आर eq R1 R2 R1 R2 तो R eq 0 हो जाएगा तो यह एक शुद्ध शॉर्ट सर्किट है अगर इसमें से कोई एक या तो R2 0 या R1 है शॉर्ट सर्किट बनाओ और दोनों 0 भी शॉर्ट सर्किट तो यह एक शुद्ध शॉर्ट सर्किट है Glossary English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय topology टोपोलॉजी सांस्थिति residential रेजिडेंशियल आवासीय absorbed अब्सोर्बेद को अवशोषित analysis एनालिसिस विश्लेषण model मॉडल नमूना connection कनेक्शन संबंध expression एक्सप्रेशन अभिव्यंजना elements एलिमेंट्स तत्वों passive पैसिव निष्क्रिय operational ऑपरेशनल कार्य संबंधी dependent डिपेंडेंट आश्रित parameter पैरामीटर प्राचल amplifier एम्पलीफायर विस्तारक